इंजीनियरिंग गणित 1 में आपका स्वागत है और आज हम दो वेरिएबल के फ़ंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे तो हम पहले ही लिमिट की परिभाषा देख चुके हैं लिमिट डेल्टा एप्सिलॉन की परिभाषा और यह उस परिभाषा से प्रेरित है इसलिए फ़ंक्शन zfx y को बिंदु x0 y0पर कंटिन्यूस कहा जाता है यदि इस fx y को x0 y0 पर परिभाषित किया जाता है और दूसरा तो यह लिमिट x y गोज़ टू x0 y0 fx yमौजूद है और तीसरा यह कि यह लिमिट उस बिंदु पर फंक्शन वैल्यू के बराबर है यदि ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो फ़ंक्शन परिभाषित होता है और यह लिमिट मौजूद होती है और लिमिट 0 x0 y0 पर फंक्शन वैल्यू के बराबर होती है तो हम कहते हैं कि फ़ंक्शन बिंदु x0 y0पर कंटिन्यूस है और यदि फ़ंक्शन fx y डोमेन D के प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूस है तो हम उस फ़ंक्शन को उस डोमेन D में कंटिन्यूस कहते हैं इसलिए अंततः यहां कंटिन्यूटी मूल रूप से लिमिट का पता लगाना हैx y→x0 y0 के रूप में और फिर देखें कि यह लिमिट फंक्शन वैल्यू x0 y0 के बराबर होनी चाहिए तो हम लिमिट के लिए डेल्टा एप्सिलॉन परिभाषा को परिभाषित कर सकते हैं इसलिए फ़ंक्शन zfx y को बिंदु x0 y0 पर कंटिन्यूस कहा जाता है यदि किसी दिए गए एप्सिलॉन के लिए रियल नंबर डेल्टा पॉसिटिव मौजूद है जैसे कि fx y और x0 y0 पर f के इस वैल्यू के बीच का अंतर यह एप्सिलॉन से कम होता है जब भी हम इन x और y को x0 y0 बिंदु डेल्टा नेबरहुड से लेते हैं तो यह लिमिट की परिभाषा भी थी जहां हमने देखा है कि इस फ़ंक्शन की एक लिमिट है तो fx0 y0 के बजाय हम वहाँ 1 का प्रयोग करते हैं और क्योंकि वहां फ़ंक्शन x0 y0 पर परिभाषित किया जाना है अब हम देख रहे हैं कि लिमिट fx y को x y→0के रूप में जो बराबर है fx0 y0 के या नहीं तो यह एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा लिमिट के लिए पहले की तरह ही है यहां हमने अब इसका उपयोग नहीं किया है कि इस x0y0 बिंदु से बचने के लिए यह 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि अब फ़ंक्शन को x0y0 बिंदु पर परिभाषित किया गया है पहले लिमिट फ़ंक्शन के मामले में उस बिंदु पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है फिर भी हम लिमिट के बारे में बात कर सकते हैं लेकिन अब इस मामले में कंटिन्यूटी के लिए फ़ंक्शन को x0y0 पर परिभाषित किया जाना है और इसलिए इस अंत में इस इनइक्वालिटी की आवश्यकता नहीं है तो एक और टर्म है जिसे हमने रिमूवेबल डिस्कंटीन्यूटी के लिए उपयोग किया है इसलिए जिन शर्तों पर हमने पहले चर्चा की है जैसे कि फ़ंक्शन x0y0पर परिभाषित है और लिमिट x y→x0 y0 fx yपर मौजूद है और तीसरा जब यह लिमिट बराबर नहीं है x0y0पर फंक्शन वैल्यू के तो हम कहते हैं कि फ़ंक्शन में रिमूवेबल डिस्कंटीन्यूटी है यदि यह बराबर है तो यह कंटिन्यूटी की परिभाषा है जिसकी हमने अभी चर्चा की है आइए अब कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं अतः इस फ़ंक्शन की कंटिन्यूटी पर चर्चा करें fxy2x43y4x2y2xy0 0 0 xy 00 और हम ओरिजन पर इस फ़ंक्शन की कंटिन्यूटी पर चर्चा करेंगे इसलिए हमें मूल रूप से जांच करने की आवश्यकता है कि इस फ़ंक्शन की यह लिमिट 2x43y4x2y2 0 के बराबर है यदि यह लिमिट 0 के बराबर है तो फ़ंक्शन कंटिन्यूस होगा अन्यथा यदि यह लिमिट मौजूद नहीं है या यह 0 के बराबर नहीं है तो हम कहते हैं कि फ़ंक्शन कंटिन्यूस नहीं है इसलिए जैसा कि पिछले व्याख्यान में चर्चा की गई थी यह पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना लिमिट का पता लगाने में बहुत मददगार है तो इस मामले में भी हम उन चरणों का पालन करेंगे इसलिए अब हम कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में बदलेंगे क्योंकि जब भी हम डिनॉमिनेटर में देखते हैं x2y2 टर्म तो यह पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना बहुत उपयोगी होता है इसलिए इस स्थिति में जब हम कोऑर्डिनेट को बदलते हैं x y से r θ तो x होगा इसलिए हम मूल रूप से यहां सब्सीट्यूट करते हैं xrcos और yrsin तो ऐसा करने से हमें 2x43y4x2y2 2r4 3r4 r2 तो अब यह r2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ भी हमें 2 मिलेगा और अब हमारे पास 2 या बल्कि r2 है यदि हम सामान्य लेते हैं तो हमारे पास यहाँ r2 cos4 ϴ sin4 ϴ तो यह लिमिट r→0 के रूप में बन जाएगा और फिर यहां r2 और फिर और चूंकि यह एक परिबद्ध फंक्शन है जब r→0 यह लिमिट होगी 0 और 0 0पर फंक्शन वैल्यू भी 0 है इसलिए फ़ंक्शन कंटिन्यूस है अब अगले उदाहरण पर आगे बढ़ते हुए अब हम फ़ंक्शन की कंटिन्यूटी पर चर्चा करेंगे fxyx y2x2y2xy00 0xy00 तो इस मामले में हम पथ ymx चुनेंगे क्योंकि यहां यह चयन पथ फिर से निर्णायक है क्योंकि यहां ऑर्डर y में भी 2 है और यह भी 2 है इसलिए ymx चुनने पर x कैंसिल होगा और यह लिमिट m पर निर्भर करेगी ज्यादातर मामलों में यह काम करेगी तो जब हम यहाँ y mx सब्सीट्यूट करते हैं हमें यह लिमिट मिल जाएगी x y गोज़ टू 0 0 और x और y सब्सीट्यूट करते हैं mx x2m m2x2 तो वहाँ से हम x लेते हैं इसलिए यह x हटा दिया जाएगा और हमें यह मिलेगा x y2x2y2 1 m21m2 x से मुक्त तो यह लिमिट जो x→0 है वह कुछ और नहीं होगी बल्कि होगी 1 m21m2 तो यह लिमिट पथ पर निर्भर करती है क्योंकि m के विभिन्न वैल्यू को चुनने पर हमें इस लिमिट का एक अलग वैल्यू मिलेगा और इसलिए यह लिमिट मौजूद नहीं है और फिर हम कहेंगे कि यह फ़ंक्शन कंटिन्यूस नहीं है अगला उदाहरण हम इस फ़ंक्शन की कंटिन्यूटी पर चर्चा करेंगे fxysin x2y2 x2y2xy≠00 0xy00 और हम इस 0 0पर फ़ंक्शन की कंटिन्यूटी पर फिर से चर्चा करेंगे क्योंकि जब x y≠ 0 0 फ़ंक्शन को आसानी से दिखाया जा सकता है कि यह कंटिन्यूस है तो इस बिंदु पर फिर से क्योंकि x2y2टर्म है पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना मददगार होगा और हम ऐसा करेंगे लिमिट x y→0 0 sin इस दिए गए फ़ंक्शन को लिमिट r→ 0रूप में बदल दिया जाएगा तो यहाँ sin यह x2y2 होगा r2 उस परिवर्तन द्वारा xrcos yrsin बराबर है rcos और yrsin तो इस सब्सीट्यूशन से हम यहाँ प्राप्त करेंगे r2 और यहाँ भी यह r2 और फिर यह समान होगा sin r r तो sin r r अब हमारे पास केवल एक वेरिएबल लिमिट है तो यह उदाहरण के लिए उपयोग कर रहा है एल हास्पिटल LHospital का नियम लगाकर हम sin r का डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं तो वह होगा cos r और यह डेरिवेटिव 1 और लिमिट r→0 है तो यह 1 होगा तो यहां यह लिमिट 1 है और बिंदु 0 0 पर परिभाषित फंक्शन वैल्यू 0 के रूप में दिया गया है तो इस मामले में लिमिट मौजूद है लेकिन फ़ंक्शन 0 0पर कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि यह लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है जो 0 0 पर निर्धारित है तो यह रिमूवेबल डिस्कंटीन्यूटी जहां लिमिटिंग वैल्यू मामला है तो लिमिट मौजूद है फ़ंक्शन परिभाषित किया गया है लेकिन यह लिमिटिंग वैल्यू उस बिंदु पर फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं है तो यह रिमूवेबल डिस्कंटीन्यूटी का उदाहरण है एक और उदाहरण हम इस ओरिजन पर फ़ंक्शन की कंटिन्यूटी पर फिर से चर्चा करेंगे तो हमारे पास fxyx4y4x2y43xy≠00 0xy00 तो अब इस मामले में हम विशेष पथ चुनेंगे y2mx क्योंकि ymx मददगार नहीं होगा हमारे यहां एक अलग ऑर्डर है तो अब यहाँ चुनना y2mx को इस y4 के कारण तो यदि y4 तब m2x2 और तब हमारे पास यह x2 कॉमन हो सकता है इसलिए यदि हम इसे लेते हैं तो हम इस y2 को वहां सब्सीट्यूट करते हैं फिर उस स्थिति में यह लिमिट x→0 है क्योंकि यह पथ केवल ओरिजन तक ले जाएगा अतः अब हम लिमिट लेंगे x→0 हमारे पास x4 और फिर y2 होल स्क्वायर है तो यह हो जाएगा x2 और x2 तो m2 x2 और फिर यहां फिर से विभाजित करें x2y4 होल स्क्वायर से तो यह है m2 x2 और पावर 3 तो यह x6यह भी इसलिए यहाँ x2 और उसके बाद पावर 3 तो x6 कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर हमें यह लिमिट मिल जाएगा m2 1m23 जो यहां दिया गया है तो यह m21 m23है तो हम फिर से देखते हैं कि यदि हम इस मार्ग को चुनते हैं तो लिमिट फिर से पथ पर निर्भर करती है m के विभिन्न वैल्यू के लिए आपको इस लिमिट का भिन्न वैल्यू प्राप्त होगा और इसलिए यह लिमिट मौजूद नहीं है और इसलिए यह फ़ंक्शन कंटिन्यूस नहीं है अब अगली समस्या के आगे बढ़ते हैं यहाँ हमारे पास fxyx2y2tan xy xy≠0 0 इसलिए इस फ़ंक्शन को देखते हुए यह देखना मुश्किल है कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा जहां लिमिट मौजूद होगी कि हमें क्या सब्सीट्यूट करना चाहिए तो आइए फिर से इस ymx को चुनें और देखें कि इस मामले में क्या हो रहा है तो यह दी गई लिमिट यदि हमारे पास यह x y→0 0 है और फिर यह x2y2tan xy और यदि हम इसे सब्सीट्यूट करते हैं ymx तो हम लिमिट लेंगे x→0 और यहाँ हमारे पास x2m2x2होगा और फिर यह tan mx2 तो y mx है इसलिए x2तो अब जब एक x→ 0 है हमें न्यूमैरेटर में 0 मिल रहा है और tan 0डिनॉमिनेटर में तो 0 0 मामला यह एक वेरिएबल लिमिट है इसलिए हम मूल रूप से एल हास्पिटल LHospital का उपयोग कर सकते हैं तो उस स्थिति में हमें यह लिमिट इस लिमिट 2x2xm2 बराबर मिलेगी और फिर यहाँ हमारे पास mx2 होगा और फिर यह 2mx है तो यह 2x 2x और फिर 2x यहां से कैंसिल हो जाएगा और जब x→0 तो यह यहाँ 1 है यह 1 है और इस स्थिति में यह वहाँ m2है तो हमारे पास m2 है जो 1 है और यह है तो 1 m2 यह 1m2mहै तो फिर से यह लिमिट पथ पर निर्भर करती है और यह 1m2m जिसका हमने अभी मूल्यांकन किया है तो लिमिट पथ पर निर्भर करती है और इसलिए लिमिट मौजूद नहीं है और इस मामले में फ़ंक्शन फिर से कंटिन्यूस नहीं है तो कुछ टिप्पणियां जो कंटिन्यूटी या मूल रूप से लिमिट का पता लगाने के लिए बहुत उपयोगी हैं इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना जैसा कि हमने सब्सीट्यूट करके देखा है xrcos और xrsin और यह परिणामी एक्सप्रेशन की लिमिट की जांच कर रहा है क्योंकि r→0 बहुत उपयोगी है जैसा कि हमने कई उदाहरणों में देखा है एक बार फिर से यदि हम सरल उदाहरण x3x2y2 तो हम सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट बदल सकते हैं तो हमारी लिमिट r→0 होगी और यहाँ हमारे पास r3 r2है और फिर यह r2 इस r के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास होगा r और फिर लिमिट r→0 इसलिए यह एक बाउंडेड फंक्शन है तो यहाँ जब r→0 यह लिमिट होगी तो लिमिट 0 है एक अन्य उदाहरण में हमने इसे पोलर कोऑर्डिनेट में बदलते हुए देखा है यह निर्धारित करने के लिए भी उपयोगी है कि लिमिट मौजूद नहीं है तो यह मामला था जब लिमिट मौजूद थी और अब इस मामले में जब हम इसे फिर से सब्सीट्यूट करते हैं xrcos और yrsin इसमें हम यहाँ प्राप्त करेंगे r2 और यहाँ r2 तो यह r2 इस r2के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस मामले में कोई r नहीं बचा है यह है तो यह लिमिट है और यह निर्भर करता है पर तो जब लिमिट निर्भर करती है पर इसका मतलब है कि लिमिट मौजूद नहीं है लिमिट स्वतंत्र होनी चाहिए से तो यहाँ के विभिन्न वैल्यू के लिए हमें भिन्न रियल नंबर मिल रही हैं तो यह लिमिट अद्वितीय नहीं है और इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है इसलिए हमने अन्य उदाहरण भी देखे हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट का चयन लिमिट निर्धारित करने के साथ साथ यह निर्धारित करने के लिए कि लिमिट मौजूद नहीं है बहुत उपयोगी है अगली टिप्पणी कि इस पोलर कोऑर्डिनेट में बदलने से हमेशा मदद नहीं मिलती है आप जानते हैं कि यह अब बहुत महत्वपूर्ण है कि यह हमेशा मदद नहीं करता है और परिवर्तन हमें झूठे निष्कर्ष पर ले जा सकता है हम कुछ समर्थन उदाहरण देखेंगे इस मामले में यदि हम x2yx4y2लेते हैं यह उदाहरण है तब यदि हम सब्सीट्यूट करते हैं xrcos yrsin तो यहाँ हम प्राप्त करेंगे क्योंकि एक r2 यहाँ से यहाँ से r है तो हम प्राप्त करेंगे r3 और फिर यहाँ sin और फिर यहाँ r2 और r2 तो इस मामले में यह r2 हम कैंसिल कर सकते हैं तोमिलेगा r और डिनॉमिनेटर में हम प्राप्त करेंगे r2 और अब अगर कोई सीधे यहां लिमिट लगाने की कोशिश करता है और सोचता है कि r→0 तो यह टर्म 0 हो जाता है हमारे पास कुछ है है और फिर यहाँ rsin जब r→0 कि यह 0 हो जाता है लेकिन यह गलत निष्कर्ष है दरअसल अगर हम फिक्स करते हैं उस स्थिति में यह लिमिट 0 है क्योंकि जो भी हो 0 भी शामिल है जब 0 है तो यह 0 हो जाएगा और फिर सब कुछ यह 0 हो जाएगा तो उस स्थिति में भी लिमिट 0 होगी यदि हम कोई अन्य लें तो यहाँ कुछ संख्या बैठेगी और फिर r→0 तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह 0 है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने तय कर लिया है तो के फिक्स वैल्यू के लिए यह 0 है लेकिन लिमिट के लिए हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हमें तय नहीं करना चाहिए यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि यह लिमिट है को फिक्स करने का अर्थ है पथ को फिक्स करना तो किसी विशेष पथ में यह लिमिट 0 है जहां हम फिक्स कर रहे हैं यह सीधी रेखा की तरह है हम मूल रूप से उस ओर आ रहे होते हैं तो अगर हमारे पास r प्लेन है तो अगर हम तय कर चुके हैं और फिर यहां ओरिजन के करीब पहुंच रहे हैं उस स्थिति में हम मूल रूप से सीधी रेखा से ओरिजन की ओर आ रहे हैं तो फिर से यह निर्धारण यह निष्कर्ष नहीं निकालेगा कि लिमिट 0 है इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम एक और पथ लेते हैं जहां yx2 पथ है तो यह फिर से ओरिजन पर जा रहा है और इस स्थिति में यदि आप इस विशेष पथ को चुनते हैं yx2 या पोलर कोऑर्डिनेट में rsin r2 तो यह लिमिट हो जाएगी r→0 और यहाँ यहx2r2 और फिर इस rsin फिर से हमने इस r2 का उपयोग किया है r2 और rsin बदल दिया जाता है r4 से तो अब हम यहाँ क्या प्राप्त कर रहे हैं r4 और फिर तो हम यहाँ प्राप्त कर रहे हैं r4 और यहाँ हमें मिल रहे हैं 2r4 तो यह कैंसिल हो जाएगा और हमें यह लिमिट आधी या सीधे मिल जाएगी yx2 सब्सीट्यूट करके इस रास्ते को लेते हुए तो हम वांछित लिमिट को x→0 रूप में प्राप्त करेंगे और फिर x2 तो yx2 और फिर हमारे पास x4y2 फिर से x4 तो फिर से यह x4 और इसलिए लिमिट x→0 हमारे पास यह x42x4है तो x4 कैंसल हो जाता है और फिर हमें यह लिमिट आधी मिल जाती है तो इस मामले में यह लिमिट है इस विशेष पथ के साथ जबकि इसे यहां करीब से न देखकर हम इस लिमिट को यहां r→0 के रूप में रखकर यह गलती कर सकते थे और फिर यह लिमिट 0 है लेकिन यह मामला नहीं है जैसा कि हमने देखा है कि यह वास्तव में 0 है लेकिन उस स्थिति में हमें इसे फिक्स करना होगा और फिर लिमिट 0 है और हमें यहां कोई भी रास्ता दिखाई दे रहा है इस पथ को ले कर लिमिट आधी है तो लिमिट इस मामले में मौजूद नहीं है और अब हम इसकी कंटिन्यूटी पर उस प्रेरणा के बाद कंटिन्यूटी पर चर्चा करेंगे x2y2x3y3 और इस स्थिति में यदि हम कोऑर्डिनेट को इस पोलर कोऑर्डिनेट में बदल दें तो अब क्या होगा तो यह r2इसलिए r4 आएगा और और यहाँ से r3 आएगा तो हमारे पास न्यूमैरेटर मेंr है और फिर तथा तो फिर से जब r→0 हमें वह गलती नहीं करनी चाहिए कि r→0 और कुछ यहाँ है तो यह 0 हो जाता है नहीं हमें इस फ़ंक्शन को बारीकी से देखना होगा कि क्या यह का बाउंडीड फंक्शन है और फिर हम यह लिमिट ले रहे हैं r→0 हो जाता है तो यह 0 होगा लेकिन इस मामले में यहाँ यह फ़ंक्शन उदाहरण के लिए यह अनबॉउंडेड हो सकता है क्योंकि यह 0 के बहुत करीब जा सकता है और यह वास्तव में अनबॉउंडेड फंक्शन है इसलिए यह एक बाउंडीड फंक्शन नहीं है इसलिए हम इस तथ्य का उपयोग नहीं कर सकते हैं कि यह लिमिट r→0 0 है इसलिए यदि हम तय करते हैं तो फिर से पिछले उदाहरण की तरह यह लिमिट 0 है इस प्रकार हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि लिमिट 0 है तो हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि इस मामले में लिमिट मौजूद नहीं है तो अगर हम इस फ़ंक्शन की कंटिन्यूटी को देखें तो इस पथ के साथ ymx या फिक्स करना एक ही बात है तो आपको यह लिमिट 0 के रूप में मिलेगी इसलिए हम लेते हैं ymx या पोलर कोऑर्डिनेट में बदलते हैं या फिक्स करते हैं जैसा कि हमने चर्चा की है कि दोनों समान हैं तो यहाँ यह लिमिट इस पथ के साथ 0 है लेकिन यदि हम यह विशेष पथ y xexलेते हैं तो हम यहाँ प्राप्त कर रहे हैं x2 और y2 के लिए फिर से x2e2x और फिर x3 और यह y3 होगा x3e3x तो अब इस मामले में यह x3कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास न्यूमैरेटर में xe2x और डिनॉमिनेटर में1 e3x तो यहाँ क्या लिमिट है x→0 अतः यह 0 0 है तो हम एल हास्पिटल LHospital नियम का उपयोग कर सकते हैं तो यह लिमिट बराबर होगी तो e2xxe2x और फिर 2 तो यह डिफरेंशिएशन है और फिर 3e3x इसलिए जब x→0 गोज़ टू 0 है तो हमारे पास 13 तो 13 इस विशेष पथ के साथ फिर से इस फ़ंक्शन की लिमिट है यह पथ 0 पर जा रहा है इसलिए हमने यह दिखाने के लिए एक बहुत ही विशेष मार्ग लिया है कि यह एक बहुत ही विशिष्ट उदाहरण है और यह महसूस करना मुश्किल है कि इस पथ पर हमें एक अलग लिमिट मिल जाएगी लेकिन यह साबित करता है कि लिमिट मौजूद नहीं है और इसलिए यह फ़ंक्शन 0 0पर कंटिन्यूस नहीं है अंतिम उदाहरण हम यहां इस फ़ंक्शन की ओरिजन पर कंटिन्यूटी पर चर्चा करेंगे तो हम फिर से पोलर कोऑर्डिनेट में बदलते हैं यह इसको सरल बना देगा x2y2 और हमारे पास x y0 0 e 1x2y2x4y4है तो पोलर कोऑर्डिनेट e 1r2 में बदल जाएगा और यह यहाँ r4 और होगा इस टर्म के कारण तो अब यहाँ हम थोड़ा जोड़ तोड़ कर सकते हैं यहाँ हम यहाँ केवल 4 को स्क्वेयर टर्म बना सकते हैं इसलिए 2 तो 2 आएगा और फिर घटाकर हम उसे घटा सकते हैं अत यह टर्म इस टर्म के बराबर है होल स्क्वेयर माइनस क्योंकि जब हम इस स्क्वेयर को खोलेंगे तो हमें मिलेगा और जो प्रोडक्ट है उसका 2 गुना इस द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा इसलिए हमें यह टर्म मिलेगा तो वह sin2 cos2 यहां 1 बन गया और फिर हमारे पास यह 1 घटा यह टर्म है जिसे हम फिर से यहाँ लिख सकते हैं 2cos sin को sin 2θ रूप में तो यह स्क्वेयर है क्योंकि स्क्वेयर के कारण यह स्क्वेयर यहाँ दिखाई देगा और हमें इसे 4 बनाना है इसलिए हमने 2 से गुणा और भाग किया है हमारे पास अब यह टर्म है इसलिए हमें यह देखना होगा कि इस फ़ंक्शन की यह लिमिट क्या है तो लिमिट क्या है तो इस मामले में हमें अब ध्यान देना होगा कि यह 1 122θ यहां यह टर्म बीच है 12 और 1 के तो यह 1 जैसा है जब 0 है और फिर यह 12 और 1 है तो यह बन जाएगा 12 इसलिए यह 12 और 1 के बीच है तो इस मामले में फिर 4r≠0 हम इस शब्द का अनुमान लगा सकते हैं कि 1r2 और 1 माइनस यह है तो यह एक पॉसिटिव टर्म है और यहां भी हमारे पास यह आधे से अधिक है तो निश्चित रूप से यह 0 से बड़ा है और अब भी क्योंकि हम जानते हैं कि यह हमेशा आधे से अधिक होता है तो हम इस आधे को भी बदल सकते हैं और इस टर्म के लिए अप्पर बाउंड प्राप्त कर सकते हैं तो इसे आधे से बदलने पर हमें यह 2e 1r2मिलेगा तो इस बार यहाँ 0 और इस टर्म के बीच है और अब इसके लिए हम देख सकते हैं कि 2e 1r2r4 इसकी क्या लिमिट है r→0 में जिसे हमने एक अन्य वेरिएबल t उपयोग किया है जो पर जाता है क्योंकि 1r हम t के रूप में सब्सीट्यूट कर रहे हैं तो अगर →0 t → ∞ तो यहाँ हमारे पास 2e t2 है और फिर यह 1r4 हो जाएगा t4 और इसे अब हम आसानी से संभाल सकते हैं तो यह 2t4 और et2है तो स्थिति और फिर हम इस लिमिट को 0 के रूप में प्राप्त करने के लिए एल हास्पिटल LHospital नियम का उपयोग कर सकते हैं इसलिए यह लिमिट 0 है इसलिए हम जो देखते हैं वह यहाँ से है जिसे हम r→0 के रूप में लिमिट प्राप्त करना चाहते हैं यह 0 और यहाँ कुछ के बीच है जो फिर से 0 पर जाता है r→0 के रूप में तो सक्वीस थ्योरम या सैंडविच थ्योरम द्वारा हम अब इसकी लिमिट प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह 0 है और यहां भी लिमिट परिदृश्य में यह भी 0 पर जा रहा है इसलिए यह लिमिट 0 होनी चाहिए तो इस मामले में अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसलिए हमने कंटिन्यूटी पर चर्चा की है कि fx y यहां लिमिटिंग वैल्यू के बराबर है उस फ़ंक्शन के फंक्शन वैल्यू के बराबर है तो हम कहते हैं कि फ़ंक्शन कंटिन्यूस है और स्वाभाविक रूप से इस बिंदु पर फ़ंक्शन को परिभाषित किया जाना चाहिए तभी हम कंटिन्यूटी के बारे में बात कर सकते हैं और हमने यह भी देखा है कि पोलर कोऑर्डिनेट में बदलते समय हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि यह कई मामलों में कुछ गलत लिमिट को गुमराह कर सकता है तो ये ऐसे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इन व्याख्यानों को तैयार करने के लिए किया है